छात्रों का स्वागत हैं इसलिए हम सामग्री विचरणो की गणना के बारे में सीखने की प्रक्रिया में हैं और पिछली कक्षा तक हम इस बारे में सीख रहे थे कि विभिन्न विचरणो की गणना कैसे करें और जिस प्रश्न को हम अभी कर रहे हैं उसका कुछ भाग में मैंने पिछली कक्षा में किया था और प्रश्न का शेष भाग पर मैं अब चर्चा करूंगा हम जिस प्रश्न में विचरणो की गणना कर रहे हैं मैं कहूँगा कि यह एक व्यापक प्रश्न है जो सामग्री विचरणो से सम्बंधित विभिन्न मुद्दों को समेटे हुए है यहाँ हमने अपव्यय की समस्या का समाधान किया है यहाँ पर हमने अलग अलग वजन की समस्या का भी समाधान किया है फिर मिश्रण का मानक वजन और वास्तविक वजन अलग अलग है और कुछ अन्य संबंधित मुद्दे भी हैं इसलिए यदि आप इस प्रश्न को हल करते हैं या इस प्रश्न को ध्यान और स्पष्ट रूप से समझते हैं तो मुझे लगता है कि सामग्री विचरण काफी हद तक स्पष्ट हो जायेगा इसलिए पिछली कक्षा में मैंने इस प्रश्न को हल करना शुरू किया और हमने गणना की हमने सीखा कि इस तरह की स्थिति में सामग्री लागत विचरण की गणना कैसे की जाए जब हमें अपव्यय की कुछ समस्या दी जाती है हमें प्रारंभिक और अंतिम रहतिया को समायोजित करने की समस्या दी जाती है हमे प्रारंभिक रहतिया की कीमत नहीं दी जाती है इसलिए हमें किस मूल्य को स्वीकार करना चाहिए या आगे आवश्यक कार्रवाई करने के लिए किस मूल्य को लेना चाहिए इन सभी चीजों से हमें निपटना होगा हम इसके बारे में सीख रहे हैं इसलिए पिछली कक्षा में मैंने इनमें से कुछ समस्याओं पर चर्चा की और हमने पहले विचरण की गणना की जो सामग्री लागत विचरण था और हमने पाया कि सामग्री लागत विचरण 28625 है जो अनुकूल है सही है इसलिए सामग्री लागत इस विचरण का मतलब है कि सामग्री लागत जो वहां होने की उम्मीद थी मानक लागत और वास्तविक लागत में जिसे उत्पादन के लिए जाने के बाद हमने वास्तव में खर्च किया है एक अंतर है और हमने पाया है कि वास्तविक लागत में 28625 रुपये की गिरावट आई है इसलिए यह एक अनुकूल विचरण है ठीक है यह एक सकारात्मक विचरण है इसलिए फिर से दुहराता हूँ कि विचरण एक विचरण है चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक आपको दोनों मामलों में कारणों की तलाश करनी होगी सही है इसलिए इससे पहले कि हम कारणों और अन्य चीजों के साथ आगे बढ़ें इस बारे में जानें कि इस संबंध में अगले विचरण की गणना कैसे करें और अगला विचरण जिसको मैं यहां निकालूँगा वह है सामग्री मूल्य विचरण सही है सामग्री मूल्य विचरण और सामग्री मूल्य विचरण में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि प्रक्रिया क्या है और सूत्र क्या है यहां सामग्री मूल्य विचरण की गणना के लिए अब लागत के लिए दो महत्वपूर्ण चीजें हैं लागत भाग में हम दो महत्वपूर्ण चीजें लेते हैं लागत मूल रूप से दो चीजों का फलन है एक है कीमत और दूसरी है मात्रा सही है इसलिए जब हम लागत विचरण की गणना करते हैं तो हम उन्हें एक साथ लेते हैं हम मानक और वास्तविक दोनों के मामले में कीमत को मात्रा से गुणा करते हैं और फिर हम सामग्री की मानक लागत और सामग्री की वास्तविक लागत के बीच विचरण की गणना करते हैं इस मामले में अब हम इस सामग्री लागत विचरण को आगे और दो विचरणों में विच्छेदित करेंगे पहला विचरण सामग्री मूल्य विचरण है और दूसरा सामग्री उपयोग विचरण या सामग्री मात्रा विचरण है अब यह जानने के बाद कि सामग्री लागत विचरण 28625 अनुकूल है यह कैसे सामने आया है अब हम यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या यह उस कीमत के कारण था जो हमने सामग्री खरीदने के लिए भुगतान किया था अर्थात मानक मूल्य अधिक था लेकिन प्रति इकाई वास्तविक मूल्य जो हमने किसी सामग्री को खरीदने के लिए भुगतान किया था वह कम था या गुणवत्ता के संदर्भ में कुछ कारण था कुछ भी संभव था या ऐसा भी कुछ हो सकता है कि तैयार माल या तैयार निर्गत की एक इकाई के लिए उपयोग की जाने वाली मानक मात्रा हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली वास्तविक मात्रा की तुलना में अधिक थी तो समस्या कहां है और यह विचरण अनुकूल क्यों हो गया है यह सामग्री लागत विचरण है इसलिए हम इसे 2 और विचरणों में विच्छेदित करेंगे सामग्री मूल्य विचरण और सामग्री उपयोग विचरण और फिर इसका कारण जानने की कोशिश करेंगे तो अब हम कीमत विचरण सामग्री मूल्य विचरण की गणना करेंगे लेकिन देखिये यहाँ वही दो उत्पाद दिए गए हैं यदि आप इस पत्रक को देखें तो हमें यहां दो उत्पाद दिए गए हैं और इसके दो उत्पाद जैसे हैं इसलिए जब आप इन दो उत्पादों के लिए जाते हैं तब आप कह सकते हैं कि हमारे साथ यह समस्या है और इन दो उत्पादों के बारे में जब हम बात कर रहे हैं यदि आप इसे आगे ले जाते हैं तो हमें यहाँ यह देखना होगा कि यह हमें दी गई समस्या यह है और यहाँ हमारे पास उत्पाद सामग्री है यह सामग्री आगत ए है और यह सामग्री आगत बी जो तैयार इकाई बनाते है तो इसका मतलब है कि आपको विचरण की गणना कैसे करनी है इस मामले में मूल्य विचरण है लागत की हमने एक साथ गणना की है लेकिन कीमत के मामले में हम इसे उत्पाद ए के लिए निकालेंगे कुछ सामग्री ए और सामग्री बी है और फिर हम इन दोनो विचरणों को जोड़ेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में सामग्री मूल्य विचरण क्या है तो अब हम सामग्री मूल्य विचरण की गणना करेंगे और पहले हम सामग्री ए के लिए मूल्य विचरण की गणना करेंगे यह सामग्री ए है इसलिए जब आप इस सामग्री ए को यहां लेते हैं तो हमें इसका सामग्री मूल्य विचरण ज्ञात करना है इसका मतलब है कि मानक मूल्य क्या है उसके लिए सूत्र क्या है यदि आप सामग्री मूल्य विचरण की गणना के सूत्र को याद करते हैं तो सूत्र कुछ ऐसा है जिसे हम इस गणना के लिए लेते हैं इस विचरण के लिए यह सूत्र मूल रूप से है प्रति इकाई मानक मूल्य गुणा मानक मात्रा घटाव प्रति इकाई वास्तविक मूल्य सही है तो इस मामले में अब हमें इसे अलग तरीके से निपटना होगा क्योंकि इस मामले में हमें सीधे जानकारी नहीं दी गई है इसलिए हमें थोड़े अलग तरीके से मूल्य विचरण की गणना करनी होगी लेकिन अंतत अंतिम में प्रक्रिया समान हो जाएगी यानि इसका मतलब होगा कि इस मामले में मानक मूल्य की गणना करनी होगी क्योंकि मूल रूप से यह मानक मूल्य और वास्तविक मूल्य के बीच का अंतर गुणा वास्तविक मात्रा है इसलिए कोष्ठक के बाहर वास्तविक मात्रा और कोष्ठक के अंदर प्रति इकाई मानक मूल्य और वास्तविक मूल्य है तो अब हम इसे सामग्री A के लिए ले रहे हैं वास्तविक उपयोग के लिए मानक मूल्य 830 किलोग्राम का वास्तविक उपयोग कितने रुपये की दर से 830 किलोग्राम 4 रुपये की दर से मानक मूल्य क्या है चार रुपये 830 किलोग्राम के वास्तविक उपयोग के लिए मानक मूल्य चार रुपये की दर से कितना होगा कुल मतलब सामग्री की कुल कीमत कितनी होने जा रही है यानि अंततः यह परिणाम होगा तो यह कितना होगा यानि यह 333320 रुपये है यदि वास्तविक उपयोग के लिए यह मानक मूल्य प्राप्त होता है सूत्र में फलन क्या है वास्तविक उपयोग गुणा मानक मूल्य घटाव वास्तविक कीमत तो हम यहाँ लगभग वही कर रहे हैं 4 रूपए की दर से 830 किलो के वास्तविक उपयोग के लिए मानक मूल्य है 3320 रुपये यह अंतिम राशि है और घटाव वास्तविक वास्तविक उपयोग के लिए वास्तविक मूल्य होगा तो इस मामले में वास्तविक उपयोग के लिए वास्तविक मूल्य तो यहां वास्तविक उपयोग के लिए वास्तविक मूल्य कितना है आपको फिर से दो भागों में विभाजित करना होगा पहले 35 किलो था जो कि प्रारंभिक रहतिया है इसलिए पहला 35 किलो कीतने रूपए की दर से प्रारंभिक रहतिया 4 रुपये प्रति किलो की दर से कितना आएगा यह होगा अंतिम राशि आएगी 140 ठीक है और यहाँ दूसरी बात यह है कि शेष सामग्री कितनी है यह 795 किलो है 795 किलो को मैं कोष्ठक में डाल दूंगा जो ख़रीदा गया है 425 रुपये प्रति किलो की दर से यह कितना होगा 795 किलो की खरीद 425 रुपये प्रति किलो की दर से 337875 रूपए आएगा तो कुल कितना होगा यदि आप इसका कुल योग निकालते हैं तो यह होगा आखिरकार हमने इसे पहले भी किया है इन दोनों का कुल योग करीब 351875 होगा अंतत आप सामग्री मूल्य विचरण की गणना कर सकते हैं हम A के लिए सामग्री मूल्य विचरण MPV की गणना करेंगे विचरण कितना होगा ए के लिए सामग्री मूल्य विचलन एमपीवी कितना होगा यह राशि 19875 होगी तो आप इसे 19875 रुपये कह सकते हैं और यह प्रतिकूल होगा यह प्रतिकूल है इसलिए पहले मामले में हमें एक विचार या जानकारी मिली जो हमें यह समझने में मदद करती है कि सामग्री ए आगत ए के मामले में हमने मानक मूल्य के मुकाबले सामग्री खरीदने के लिए अधिक वास्तविक कीमत का भुगतान किया है इसलिए यहां इस सामग्री या इस आगत ने लागत के लिए कोई अनुकूल विचरण नहीं दिया है अब आप इसी तरह सामग्री बी के लिए गणना करें यहां हम सामग्री बी लेते हैं इसलिए यदि आप सामग्री बी यहां लेते हैं तो क्या होगा फिर से यहाँ वास्तविक उपयोग के लिए मानक मूल्य लिखना होगा 1190 के वास्तविक उपयोग के लिए मानक मूल्य यानि B के मामले में 3 रुपये की दर से 1190 के वास्तविक उपयोग के लिए मानक मूल्य यह कितना है यह 3570 आता है 3 रुपये की दर से 1190 किलो के वास्तविक उपयोग के लिए मानक मूल्य 3570 है और अब हमें वास्तविक उपयोग के लिए वास्तविक कीमत ज्ञात करनी है और इसे घटाना है जैसे हमने इस मामले में किया है उसी तरह वास्तविक उपयोग के लिए वास्तविक कीमत की गणना यहाँ भी करनी होगी 40 किलो मैं कोष्ठक में प्रारंभिक रहतिया लिख देता हूँ हमारे पास प्रारंभिक रहतिया 40 किलो था प्रारंभिक रहतिया 3 रुपये प्रति किलो की दर से यह कितने रुपये होता है 120 40 गुणा 3 120 रूपए होता है और खरीद से 1150 किलो 25 रूपए प्रति किलो की दर से खरीद का 1150 किलो कुल कितना रूपए होगा यह 25 रूपए गुणा 1150 होता है जो 2875 रूपए होगा तो ये दो आंकड़े हम यहां एक साथ लेंगे और अंतिम मान जो यहां आएगा वह वास्तविक उपयोग के लिए मानक मूल्य 3570 होगा और वास्तविक उपयोग के लिए वास्तविक मूल्य कितना है इन दोनों का योग 2995 2995 होगा अंततः सामग्री मूल्य विचरण होगा आप बी के लिए सामग्री मूल्य विचरण MPV की गणना करते हैं तो यह कितना आएगा यह 575 है लेकिन यह विचरण अनुकूल है इसलिए एक विचार मिला हमारे पास दो आगत ए और बी थे इसलिए हमें अनुकूल विचरण मिला जो कि सामग्री लागत विचरण था यदि यह अनुकूल विचरण है तब इसका अर्थ है कि मानक लागत अधिक था वास्तविक लागत कम हो गई है अर्थात विचरण 286 रूपए से अनुकूल हो गया है तो हमने इसे आगे विच्छेदित किया और इसके बारे में जाँच की कि अनुकूल सामग्री लागत विचरण सामग्री मूल्य की वजह से या सामग्री के उपयोग के कारण संभव हुआ है जब हमने सामग्री मूल्य विचरण की गणना की तो हमने पाया कि पहले आगत के मामले में यानि आगत A के लिए हमें पता चला कि विचरण 1987 है यह प्रतिकूल लागत है अर्थात इस उत्पाद ने कोई अनुकूल लागत विचरण नहीं दिया है फिर हम उत्पाद B को देखते हैं और उत्पाद B के मामले में हमने सामग्री मूल्य विचरण MPV की गणना की यहाँ हमने पाया कि यह विचरण अनुकूल है और यह 575 रूपए की एक बड़ी राशि क्यों है यानि इसका मतलब है कि यदि आप अब अंतिम विचरण की गणना करते हैं तब आपको यहाँ पता चलेगा कि अंतिम विचरण अनुकूल हो गया है और यही एक कारण है कि अब आप कुल सामग्री मूल्य विचरण का पता लगाने की कोशिश करें कुल सामग्री मूल्य विचरण कितना होगा यह कुछ इतना होगा घटाव 19875 रुपये जोड़ 575 रूपए यह कितना हो जाएगा यह इतना हो जाएगा क्योंकि यह 19875 ऋणात्मक है जोड़ 575 रूपए जो अंत में आएगा यह विचरण कितना होगा 37625 रुपए और अंत में यह अनुकूल हो गया है तो इसका मतलब है कि मूल्य भाग ने विचरणो को तय करने में कोई भूमिका नहीं निभाई है अगर आप उत्पाद बी के मूल्य भाग के बारे में बात करते हैं तो इसने कोई भूमिका नहीं निभाई है लेकिन ए के मामले में नकारात्मक विचरण था लेकिन अगर बी के लिए विचरण अनुकूल था तब आप कह सकते हैं कि कुछ हद तक कीमत सामग्री मूल्य विचरण ने सामग्री लागत विचरण को अनुकूल बनाने में भूमिका निभाई है क्योंकि हमें यह एक बड़ी राशि मिली है जो कि 37625 का अनुकूल विचरण है यानि सामग्री मूल्य विचरण है अब सामग्री लागत विचरण कितना होगा 286 इसका मतलब है कि सामग्री उपयोग विचरण के बारे में कुछ गड़बड़ है उपयोग विचरण नकारात्मक हो सकता है यदि आप सामग्री मात्रा विचरण या सामग्री उपयोग विचरण की गणना करते हैं तो आपको पता चलेगा कि यह ऋणात्मक होगा यानि 376 घटाव ऋणात्मक सामग्री उपयोग विचरण अंत में सामग्री लागत विचरण करीब होगा जो 286 अनुकूल होगा तो चलिए अब हम सामग्री उपयोग विचरण की गणना करते हैं कि और फिर हमें इस मामले में अंतिम निर्णय करना होगा आईये अब तीसरे विचरण जिसे सामग्री उपयोग विचरण कहते है की गणना करें या आप इसे MUV सामग्री उपयोग विचरण भी कह सकते है सामग्री उपयोग विचरण का सूत्र क्या है पहले सूत्र को याद करें सूत्र है प्रति किलो मानक मूल्य गुणा मानक मात्रा घटाव वास्तविक मात्रा तो अब कीमत बाहर आ जाएगी और हम जिस विचरण को निकाल रह रहे है वह कोष्ठक के अन्दर चला जायेगा और विचरण के अन्य कारक बाहर रहेंगे इसका मतलब यह है कि सामग्री कीमत विचरण के मामले में प्रति किलो मूल्य कोष्ठक के अंदर था और सामग्री उपयोग विचरण के मामले में मात्रा या उपयोग कोष्ठक के अंदर होने जा रहा है यह इतना सरल है आप इस सूत्र को इस तरह याद रख सकते हैं इसलिए अब हम पहले वाले उत्पाद A के लिए सामग्री उपयोग विचरण की गणना करेंगे यदि आपको इसे सामग्री A या आगत A के लिए गणना करनी है यदि आप इस विचरण को लेते हैं तो यह रुपये 4 के जैसा कुछ होगा सूत्र क्या है प्रति किलो मानक मूल्य गुणा मानक मात्रा घटाव वास्तविक मात्रा इसका मतलब है कि इस मामले में यदि आप सामग्री ए के लिए गणना करते हैं तो मानक मूल्य क्या है 4 और मानक मात्रा क्या है 800 किलो 800 किलो घटाव वास्तविक हमने यहाँ वास्तविक 830 किलो उपयोग किया है तो इसका मतलब है कि ए के लिए सामग्री उपयोग विचरण कितना है यह 120 रुपये है और अंत में यह प्रतिकूल है 120 यह प्रतिकूल है और फिर यह सामग्री बी के लिए कितना होगा तो सामग्री B के लिए 3 रुपए गुणा मानक मात्रा यह कितनी है 1200 किलो और वास्तविक मात्रा जो हमने उपयोग की है वह 1190 किलोग्राम है तो विचरण है यह कितना होने जा रहा है 10 गुणा 3 यह 30 रुपये है और यह होने जा रहा है यह 30 अनुकूल होने जा रहा है तो आप यह पता लगा सकते हैं कि कुल MUV कितनी है रुपए 90 प्रतिकूल रुपए 90 प्रतिकूल तो अब आपको असली जवाब मिल गया है कि यह क्या है इसलिए यह विचरण कितना है और हमें इसकी गणना कैसे करनी है इसलिए सामग्री उपयोग विचरण 90 है तो अब यदि आप यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि यह विचरण कुल कितना है यदि आप इस विचरण को लेते हैं और यहाँ सामग्री लागत विचरण के लिए यह परीक्षण लागू करते हैं उदाहरण के लिए सामग्री लागत विचरण सामग्री मूल्य विचरण योग सामग्री उपयोग विचरण के बराबर है यानि आप इसे लेते हैं तो सामग्री लागत विचरण कितना है यह 28625 अनुकूल है और सामग्री मूल्य विचरण कितना है यदि आप पिछले पत्रक से सामग्री मूल्य विचरण लेते हैं तो यह कुल कितना था वह 37625 था 376252 यह अनुकूल विचरण था 376 हां यह अनुकूल विचरण है यह विचरण अनुकूल होने वाला है इसलिए यदि आप इस 37625 घटाव सामग्री उपयोग विचरण को लेते हैं जो 90 प्रतिकूल है और इसे घटाते हैं और दोनों पक्ष 28625 हैं और यह 28625 अनुकूल है यानि ये दोनों विचरण एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं इसलिए आप मान सकते हैं कि हमने जो भी विचरण की गणना की है वे सही विचरण हैं और उनकी गणना की शुद्धता के बारे में कोई संदेह नहीं है इसलिए जब आप चूकते हैं तो आप सामग्री लागत विचरण को दो घटक में विभाजित कर दे सामग्री मूल्य विचरण और सामग्री उपयोग विचरण यदि विचरण प्रतिकूल है तब आपको ज्ञात हो जायेगा कि लागत को बढ़ाने में दोषी कौन है और विचरण अनुकूल है तो लागत को नियंत्रित करने में किसने योगदान दिया है दो ही चीजें हैं यानि दो फलन है लागत में पहला योगदान मूल्य का है और लागत में दूसरा योगदान उपयोग का है तो क्या हमने मानक के मुकाबले अधिक कीमत का भुगतान किया है या हमने मानक के मुकाबले अधिक मात्रा का उपयोग किया है दोनों ही मामलों में हमें इसकी जांच करनी है और हमें सत्यापित करना है यह पता लगाने की कोशिश करें कि यह विचरण अनुकूल या प्रतिकूल क्यों हैं विशेषकर प्रतिकूल विचरण के मामले में कारक की पहचान करना सबसे महत्वपूर्ण है अब यदि आप अगले विचरण को लेते हैं और हम जिस विचरण की गणना करेंगे वह है सामग्री मिश्रण विचरण तो यह चौथा विचरण है इसलिए आप सामग्री मिश्रण विचरण को लेते है और इसे निकालते है अब आपको पता चलेगा कि दोनों वजन अलग अलग हैं दोनों वजन अलग अलग हैं मानक वजन आगत का वजन है मानक वजन 2000 किलो है हमें जो वास्तविक आगत दिया गया है वह 2020 किलो है अब इसका योग कर सकते हैं हमने उस सामग्री की गणना की है और यदि आप उसे देखते हैं कुल योग को यदि प्रारंभिक रहतिया और खरीद के लिए समायोजित करते हैं तो यह 2020 किलो होता है यह वास्तविक सामग्री है जिसका हमने उपयोग किया है और मानक 2000 किलो था यही कारण है कि हम मामले में इस प्रश्न में यह खुद ही दिया गया था कि यह ए का 40 प्रतिशत बी का 60 प्रतिशत है और आपको उस कुल आगत का पता लगाना है जब उत्पादन 15 प्रतिशत के अपव्यय को समायोजित करके 1700 किलो है तो आप यह जान सकते हैं कि उत्पादन 1700 किलोग्राम है और अपव्यय 15 प्रतिशत है इसका मतलब है कि आगत इन दोनो 40 और 60 के योग के बराबर होना चाहिए दोनों के योग को 2000 होना चाहिए हम इस तरह करते हैं लेकिन वास्तव में जब हम इस कुल उपयोग की गणना करते है आप पिछली पत्रक को देखे आप यहां पाएंगे कि यदि आप इसका योग करते हैं तो यह कितना होगा 795 जोड़ 35 प्रारंभिक रहतिया 35 किलो था 795 किलो खरीद से उपयोग की गई सामग्री थी इसलिए यह कितना होता है 830 और इस मामले में यदि आप इसके बारे में बात करते हैं कि हमने इस मामले में यहां इतने का उपयोग किया है तो यह 1190 होता है और इसमें से 1150 खरीद से था और 40 का उपयोग प्रारंभिक रहतिया के रूप में किया गया था इसलिए यह 1190 आता है और फिर आप इसे कुल राशि कहते हैं और हमने जो इसके लिए उपयोग किया है वह 830 है तो जो भी उनके कुल मात्रा का उपयोग हो यह 2020 किलो है तो इसका मतलब है कि दोनों वज़न अलग अलग हैं और यदि दोनों वज़न अलग अलग हैं जब मिश्रण का मानक वजन और वास्तविक वज़न अलग अलग हैं तब कौन सा सूत्र यहाँ लागू किया जाएगा तीसरे मामले वाला सूत्र यहां लागू किया जाएगा जो है वास्तविक मिश्रण का कुल वजन भाग मानक मिश्रण का कुल वजन गुणा मानक मिश्रण की मानक लागत घटाव वास्तविक मिश्रण की मानक लागत तो यह वह सूत्र है जिसका हम उपयोग करेंगे यदि आप उस सूत्र का उपयोग करते हैं तो वास्तविक मिश्रण का कुल वजन कितना है यह 2020 किलो है और मानक वजन क्या था मानक मिश्रण का कुल मानक वजन कितना था 2000 किलो और अब मानक मिश्रण की मानक लागत कितनी है हम पहले ही गणना कर चुके हैं और यह 6800 रुपये होता है इसलिए आप इसे कोष्ठक में रखे घटाव वास्तविक मिश्रण की मानक लागत अब हमें वास्तविक मिश्रण की मानक लागत की गणना करनी है और दोनों ही मामलों में यह अलग अलग है तो पहले मामले में उत्पाद ए के मामले में 4 रुपये प्रति किलो की दर से 830 किलो का उपयोग है और दूसरा घटक कितना है दूसरा घटक 3 रुपये की दर से 1190 किलो है 3 रुपये प्रति किलो की दर से इसलिए यह स्पष्ट है कि यह प्रति किलो है यदि आप कुल राशि की गणना करते हैं यदि आप इसे निकलते हैं यदि आप यदि आप इस भाग को हल करते हैं तो आपको यहां दो आंकड़े मिलेंगे जो कि 6868 रुपए ऋण 6890 रुपए है 6868 रुपए घटाव 6890 रुपए करीब इतना होगा यह राशि कितनी होगी यह 22 रुपये प्रतिकूल होगा यह 22 प्रतिकूल होगा तो यह विचरण सामग्री मिश्रण विचरण एक बार फिर नकारात्मक विचरण के रूप में सामने आया है जो कि 22 प्रतिकूल है और अंत में हम पांचवें विचरण की गणना करते हैं और उस विचरण को सामग्री प्रतिफल विचरण कहते हैं इस विचरण को सामग्री प्रतिफल विचरण कहते हैं इसलिए इस सामग्री प्रतिफल विचरण के मामले में अब आपको यहां सूत्र लागू करना होगा यहाँ सूत्र क्या है सूत्र है मैं सूत्र लिखता हूं ताकि आप इसे आसानी से याद कर सकें मानक दर गुणा वास्तविक प्रतिफल घटाव मानक प्रतिफल सही है तो अब आपको मानक दर और फिर मानक व वास्तविक प्रतिफल ज्ञात करना है यदि आपको वास्तविक प्रतिफल घटाव मानक प्रतिफल इसकी गणना करनी है तो पहले आपको मानक दर लागू करनी होगी मानक दर क्या है मैं कहता हूं कि यह 4 रुपये है यह 4 रुपये कैसे है मानक लागत कितनी है हमने पहले ही पिछले पत्रक में इसकी गणना की है उस सामग्री की मानक लागत जिसकी हमने गणना की थी अगर वह हमारे पास यहां उपलब्ध है तो इस मामले में कुल राशि कितनी आएगी हमने यहां पर गणना की है यदि आप यह देखें यानि मानक निर्गत था मानक मिश्रण की मानक लागत भाग कुल मानक मात्रा तो मानक मिश्रण की मानक लागत कितनी थी मानक मिश्रण की मानक लागत होने वाली है या इसकी हमने पहले ही गणना की है यह कितना है यह 68 है मैं इसे यहां अलग से लिखूंगा 68 यह कुल राशि है और अंत में कितना होता है आप इसे अगला मानक निर्गत कह सकते हैं मानक दर कुल मानक लागत भाग शुद्ध मानक निर्गत है तो शुद्ध मानक निर्गत की हम कैसे गणना करते हैं अपव्यय के लिए समायोजन करके सही है तो इसका मतलब है कि मानक मिश्रण की मानक लागत क्या है यह 6800 है हमने पहले ही गणना कर ली है और शुद्ध मानक निर्गत कितना है कुल हमें ज्ञात है 2000 किलो का आगत दिया हुआ है इसलिए 15 प्रतिशत के अपव्यय को समायोजित करने के बाद यह 1700 किलो होने की उम्मीद थी इसलिए इसका मतलब है कि मानक दर 4 रुपये है यह 4 है और अब हम यहां वास्तविक प्रतिफल को लेते हैं तो अब वास्तविक प्रतिफल कितना है वास्तविक प्रतिफल हमें कितना दिया हुआ है वास्तविक प्रतिफल है हम इस मामले में वापस जाते है और यह पता लगाने की कोशिश करते है कि वास्तविक प्रतिफल कितना है इस वर्ष 2002 के इस महीने में कंपनी ने 1700 किलो का उत्पादन किया है अंतिम उत्पादन 1700 किलो का अंतिम उत्पादन इसलिए यह वास्तविक है 1700 किलो वास्तविक प्रतिफल था और मानक प्रतिफल क्या था आप इसे अपेक्षित प्रतिफल कह सकते है वास्तविक प्रतिफल घटाव अपेक्षित प्रतिफल तो मानक प्रतिफल क्या थी अगर आप इसे यहां 1717 किलो कहते हैं 1717 किलो अब मैंने इसकी गणना कैसे की है यह 1717 किलो यहाँ दिए गए आगत के अनुपात में है यहाँ क्या आगत दिया गया था यहाँ दिया गया आगत 2020 है यह 2000 नहीं है हमें यहाँ यह 2020 किलो का वास्तविक आगत दिया हुआ है अगर 2000 किलो आगत देने पर निर्गत 1700 किलो होता है तब 2020 किलो का आगत देने पर मानक निर्गत कितना होगा यानि कि यह 1717 किलो होगा तो अगर आप इस बारे में बात करते हैं तो आप कह सकते हैं कि यह प्रतिकूल विचरण है यह नकारात्मक विचरण है और यदि आप इस विचरण को यहाँ लेते हैं तब यह यहाँ करीब इतना आएगा 17 का अंतर होगा इसका अर्थ है कि 4 गुणा 17 प्रतिफल विचरण है अगर आप यहाँ इसकी गणना करते हैं तब यह 68 है यह 68 प्रतिकूल है अब आपको यहां परिक्षण करना होगा यदि आप यहां जाँच करते हैं तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं यहां क्या जाँच करनी है और इस मामले के लिए हमने पहला परिक्षण जो किया है वह है कि सामग्री लागत विचरण सामग्री की कीमत और उपयोग विचरण के बराबर है इसलिए हमने दोनों पक्षों में दोनों घटक को रखा और हमें पता चला कि यह दोनों तरफ 28625 है अब यदि आप इन सामग्री मिश्रण और सामग्री प्रतिफल विचरण के लिए परिक्षण लागू करना चाहते हैं तो यहाँ दूसरा परिक्षण यह है कि सामग्री उपयोग विचरण को सामग्री उपयोग विचरण को सामग्री मिश्रण विचरण योग सामग्री प्रतिफल विचरण के बराबर होना चाहिए सही है तो सामग्री मिश्रण विचरण कितना है यदि आप सामग्री उपयोग विचरण की गणना करते हैं तो हमारे पास सामग्री उपयोग विचरण कितना था 90 प्रतिकूल और सामग्री मिश्रण विचरण कितना है हमारे द्वारा यहां निकाला गया सामग्री मिश्रण विचरण 22 प्रतिकूल है और यह करीब 68 होगा जो प्रतिकूल है तो यह कितना आता है जब 90 बराबर है 90 के यदि आप इन दोनों पक्षों को लेते हैं तो 90 90 के बराबर है दोनों प्रतिकूल हैं और इसका मतलब है कि आपका विचरण है जिसकी गणना आप यहां कर रहे हैं वे सही गणना वाले विचरण हैं अर्थात हमारे विचरण सही हैं अब इन 5 अलग अलग प्रकारों के विचरणो की गणना करने के बाद अब हमें उन कारणों का पता लगाना होगा कि ये विचरण अनुकूल या प्रतिकूल क्यों हैं इसका मतलब है कि विचरण अपने आप में ख़राब है विचरण नहीं होना चाहिए विचरण अपने आप में ख़राब है इसलिए हमें इसके कारणों का पता लगाना होगा और यहाँ मैं आपके साथ अगली कक्षा में चर्चा करूँगा कि इन विचरणों का पता लगाने के कारणों का विश्लेषण कैसे किया जाए और इन कारणों से कैसे निपटा जायेइनका ध्यान रखा जाये ताकि अगली बार ये विचरण कारण प्रकट न हो यानि उनके कारणों और उन कारणों का विश्लेषण कैसे करना है इसके बारे में मैं आपसे अगली कक्षा में चर्चा करूंगा